अब हम रोबोटिक्स के परिचय पर है अब रोबोटिक्स से बदला जा सकता है और इसी तरह के इसी तरह कई दूसरे प्रश्न हैं अब यहां वास्तव में मैं क्या करने जा रहा हूं मैं पहले कुछ सवालों के जवाब देने जा रहा हूं लेकिन पिछला प्रश्न कि एक इंसान को रोबोट क्या है इसलिए मैं सिर्फ इस शब्द को परिभाषित करने जा रहा हूं रोबोट को कुछ कार्य देने जा रहे हैं और यह उन कार्यों को एक नौकर की तरह करने वाला है अब कारेल कैपेक

लेकिन जिस तरह से उन्होंने रोबोट नहीं था अब यदि आप लिखित कार्य एक मशीन है जो स्वचालित रूप से कार्यों की एक जटिल श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम है विशेष रूप से एक कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम करने योग्य है इसलिए यह एक स्वचालित मशीन के अलावा कुछ भी नहीं है फिर आईएसओ सकता है

अब जैसा कि मैंने बताया है कि रोबोट कर सकता है

यह किसी प्रकार का उठाने और रखने का काम कर सकता है और इसी तरह के बहुत अब वास्तव में हम मैनिप्युलेटर हो सकता है इसलिए इन बातों पर मैं कुछ समय बाद विस्तार में चर्चा करूंगा अब RIA जोकि रोबोट औजारों या विशेष उपकरणों को स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया अब ये शब्द मैंने पहले ही परिभाषित कर दिया है उदाहरण के लिए मैनिप्युलेटर है ब री प्रोग्रामबिलिटी की तरह CNC मशीन में हम प्रोग्राम को बदलकर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं इसी तरह रोबोट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और जिसे एक CNC मशीन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अब यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि री प्रोग्रामबिलिटी का स्तर जो कि CNC मशीन की तुलना में रोबोट नहीं है

अब अगला मैं परिभाषित करने जा रहा हूं रोबोटिक्स द्वारा वर्ष 1942 में बनाया गया था इसहाक असिमोव नहीं था अब यहां रोबोटिक्स वास्तव में है बहु विषयक विषय अब मैं केवल एक अवधारणा को परिभाषित करने जा रहा हूं जिसका मैंने पहले ही थोड़ा उल्लेख किया है जैसे कि रोबोटिक्स यानी यांत्रिक हाथ के रूप में करने की कोशिश करते हैं हम इंसान के सिर की नकल करने की कोशिश करते हैं यानी बुद्धि के सिवा कुछ नहीं और हम किसी इंसान के दिल की नकल करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन यांत्रिक दिल की नहीं बल्कि इंसान की भावना की और यही कारण है कि भविष्य में रोबोट डिजाइन और विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं अब अगला रोबोटिक्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए क्या कारण है अब यदि आप आज का बाजार को देखते हैं तो यह गतिशील और प्रतिस्पर्धी है और यदि आप प्रतिस्पर्धा में रहना चाहते हैं और यदि आप व्यवसाय में रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको कम से कम तीन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा अब ये आवश्यकताएं इस प्रकार हैं जैसे आपको कम लागत पर अच्छा उत्पादन करना होगा और उसी समय उत्पादकता अधिक होनी चाहिए और उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए अब आप तीन उद्देश्यों को देखते हैं जैसे उत्पादन लागत में कमी उत्पादकता में वृद्धि और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार अब एक बार में इन तीनों चीजों को हासिल करना थोड़ा मुश्किल है और उनमें से कुछ वास्तव में आपसी विरोधी हैं अब यदि आप तीनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है और वह है स्वचालन के अलावा और कुछ नहीं तो आपको स्वचालन के लिए जाना होगा यदि आप सभी तीन आवश्यकताओं को प्राप्त करना चाहते हैं अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं आपको विभिन्न प्रकार के उत्पादों और विधियों के बारे में बताऊंगा जिनका हम आम तौर पर उपयोग करते हैं अब यदि आप उत्पादन विधियों को देखते हैं तो उत्पादन का उद्देश्य वास्तव में कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलना है अब यह उत्पादन तीन प्रकार का हो सकता है उदाहरण के लिए हमारे पास पीस प्रोडक्शन हो सकता है अब पीस प्रोडक्शन के लिए हमें कई डिज़ाइन मिले हैं और प्रत्येक डिज़ाइन में हमें छोटी संख्या में निर्माण करना होगा अब बैच प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ डिज़ाइन मिले हैं और प्रत्येक डिजाइन में हम कुछ संख्या में उत्पादन करते हैं अब मास प्रोडक्शन में हमें केवल एक डिज़ाइन मिला है और उस विशेष उत्पाद को बड़ी संख्या में उत्पादित किया जाना है अब हम इस विशेष बैच प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन के लिए स्वचालित कर सकते हैं और निश्चित रूप से पीस प्रोडक्शन के लिए स्वचालन संभव नहीं है इसलिए इस विशेष प्रोडक्शन के लिए कोई स्वचालन नहीं है लेकिन बैच प्रोडक्शन के लिए हम स्वचालन के लिए जा सकते हैं और मास प्रोडक्शन के लिए हम स्वचालन के लिए जाते हैं मास प्रोडक्शन के लिए हम आम तौर पर निश्चित स्वचालन या हार्ड स्वचालन के लिए जाते हैं इस विशेष बैच प्रोडक्शन के लिए हम आम तौर पर फ्लेक्सिबल स्वचालन के लिए जाते हैं अब रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए आजकल रोबोट के विभिन्न अनुप्रयोग हैं अब यहाँ ऐसी सभी बातें जो मैंने नोट की हैं उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वचालन मदद कर सकता है और रोबोटिक्स का अध्ययन करना चाहिए अब मैं रोबोटिक्स जिसे वर्ष 1954 में विकसित किया गया था 1954 में मैनीपुलेटर का उपयोग डाई कास्टिंग एप्लिकेशन में किया गया था अब अगला 1967 में जनरल इलेक्ट्रिक ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया गया था वास्तव में शके ने वर्ष 1970 में किया था फिर वर्ष 1973 में सिनसिनाटी मिलाक्रॉन कॉरपोरेशन के पिता के रूप में जाना जाते है वर्ष 1978 में पहली रोबोटिक्स है और यह अक्सर विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है फिर 1983 में रोबोटिक्स विकसित किए और उन्होंने उन्हें मंगल ग्रह पर भेजा लेकिन वह विशेष मिशन एक विफलता थी और यह विशेष विफलता कुछ प्रकार के निर्देशों के न मिलने होने के कारण थी अगला वर्ष 2000 में होंडा NASA USA द्वारा मंगल पर भेजा गया था और यह विशेष मिशन सफल रहा था फिर आप सभी यह जानते होंगे कि वर्ष 2015 में क्या हुआ था सोफिया सोफिया है इसलिए ये रोबोटिक्स पहला पेटेंट वर्ष 1954 में दायर किया गया था अब मैं सिर्फ एक विशेष रोबोट के लिए यह कंट्रोलर या डायरेक्टर है अब जैसा कि मैंने बताया कि यह एक सीरियल मैनिपुलेटर का आधार है और यह अगला लिंक है इसलिए इन दोनों के बीच आपको यहां एक जॉइंट् मिल है इसी तरह इस लिंक और उस विशेष लिंक के बीच में हमें यहां एक जॉइंट् मिला है इसी तरह यहाँ इस लिंक और उस लिंक के बीच में हमें यहाँ एक जॉइंट् मिला है इन और इन दोनों के बीच हमें यहाँ एक और जॉइंट् मिला है इसलिए दो लिंक के बीच में हमें एक विशेष जॉइंट् मिला है अब यदि आप रोबोटिक जॉइंट् को देखते हैं तो रोबोट हो सकता है अब मैं यहाँ केवल इन प्रिस्मैटिक और स्लाइडिंग वाले जॉइंट्स के लिए एक रफ़ स्केच बनाने जा रहा हूँ अब अगर मैं सिर्फ इस विशेष प्रिस्मैटिक जॉइंट् को बनाता हूं तो यह मानते हुए कि मुझे इस तरह का एक ब्लॉक मिला है तो अगर मैं इस तरह से एक ब्लॉक को लेता हूं अब यहाँ मैं इस प्रकार की एक की है तो यह विशेष भाग मान लिया कि भाग A को केवल लीनियर डायरेक्शन में यहां चलाया जा सकता है और यह प्रिस्मैटिक जॉइंट् का एक उदाहरण है अब इसी तरह मैं सिर्फ एक स्लाइडिंग जॉइंट् का उदाहरण लेने जा रहा हूं अब यह मानते है कि मुझे इस तरह का एक ब्लॉक मिला है माना मुझे इस तरह का एक ब्लॉक मिला है और यहाँ मुझे एक पिन डालना होगा वह पिन कुछ इस तरह से हो सकती है मुझे यहाँ कुछ इस तरह से पिन डालना होगा और यह विशेष पिन यहाँ डाली जा सकती है और केवल लीनियर चाल होगी और यह एक स्लाइडिंग जॉइंट् का उदाहरण है तो ये सभी लीनियर जॉइंट् हैं अब अगले रोटरी जॉइंट् पर आते हैं अब यहाँ यदि आप रोटरी जॉइंट् देखते हैं तो यह मूल रूप से दो प्रकार का हो सकता है हमारे पास रिवोल्युट जॉइंट् हो सकता है अब दोनों रोटरी जॉइंट् हैं लेकिन इन रिवोल्युट जॉइंट् और ट्विस्टिंग जॉइंट् के बीच अंतर है अब रिवोल्युट जॉइंट् और ट्विस्टिंग जॉइंट् के बीच अंतर का पता लगाने के लिए मैं यहां केवल एक उदाहरण लेने जा रहा हूं अब मैं एक उदाहरण लेता हूं तो यह फिक्स्ड बेस है और यह लिंक है और बीच में मुझे यहां एक जॉइंट् मिला है अब इस विशेष जॉइंट् की मदद से इस विशेष लिंक को कुछ इस तरह घुमाया जा सकता है तो इसे कुछ इस तरह घुमाया जा सकता है अब यदि यह आउटपुट लिंक है और यह साइड इनपुट है आउटपुट लिंक की एक्सिस आउटपुट लिंक के अक्ष के साथ मेल खाता है यह आउटपुट लिंक है यह आउटपुट लिंक की एक्सिस है और मैं इस विशेष अक्ष के चक्कर लगा रहा हूं तो यह विशेष रूप से रोटरी जॉइंट् कुछ भी नहीं है लेकिन ट्विस्टिंग जॉइंट् के चारों ओर मैं रोटेशन ले रहा हूं वह यह है वे 90 डिग्री पर हैं इसलिए यदि यह आउटपुट है आउटपुट लिंक की एक्सिस है जो कि 'R' द्वारा दर्शाया गया है तो मूल रूप से एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि हम दो प्रकार के जॉइंट् का उपयोग करते हैं यानि लीनियर जॉइंट् और एक बार फिर लीनियर जॉइंट् भी दो प्रकार के है प्रिस्मैटिक जॉइंट् और स्लाइडिंग जॉइंट् और दो प्रकार के रोटरी जॉइंट् हम उपयोग करते हैं एक रिवोल्युट जॉइंट् है दूसरा ट्विस्टिंग जॉइंट् है धन्यवाद